नमस्कार और इस मैनुफेक्चुरिंग सिस्टम टेक्नालजी भाग 2 मॉड्यूल 10 में आपका स्वागत है हम FMEA के बारे में अंतिम मॉड्यूल में बात कर रहे थे और हम सैद्धांतिक रूप से FMEA की अवधारणा को पेश करते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि वास्तव में अब हम एक व्यावहारिक FMEA समस्या को देखना शुरू कर दें और कैसे एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स द्वारा पेंट कार्यशाला में विश्लेषण किया गया है तो अब हम समझते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ कुछ इस हद तक इस विशेष FMEA शीट को जिसे आप यहाँ इस विशेष स्लाइड में देख सकते हैं और हम इसे कुछ आरेखीय प्रतिरूपण द्वारा समझने जा रहे हैं जिसे मैं अगली स्लाइड में बताने जा रहा हूँ यहाँ आप को पता है कि FMEA चार्ट को समझने के लिए यह चित्र हैं क्योंकि प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे होंगे आपको इस बारे में कुछ समझ होनी चाहिए कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है इसलिए मैं ऐसा करूँगा और आगे और पीछे एक और दो स्लाइड के बीच स्वाइप करूँगा ताकि आप जोखिम की पहचान से जुड़े विभिन्न चरणों को समझ सकें और कैसे इसका उन्मूलन किया जाता है या क्या जवाबी उपाय सुझा पाते हैं इस प्रकार हम इस प्रक्रिया को FMEA पर बहुत बारीकी से देखते हैं हम यहां एक संभावित विफलता मोड प्रभाव विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और प्रक्रिया फ़ंक्शन जो इस विशेष स्लाइड में है यह कॉलम 9 के अनुरूप है यह स्पष्ट रूप से बहुत उच्च आकार की शीट है जिसमें अन्य कॉलम भी हैं लेकिन हम अभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सिर्फ शीट के इस हिस्से से संबंधित हों जो वास्तव में FMEA प्रक्रिया के बारे में बात करता है तो यहाँ आवश्यकता दरवाजों के अंदर रिक्त स्थान का मैनुअल अनुप्रयोग है और प्रक्रिया फ़ंक्शन का मतलब वास्तव में जंग को कम करने के लिए न्यूनतम रिक्त स्थान पर आंतरिक दरवाजे और निचली सतहों को ढकना है इसलिए आप में से जो एक मोटर वाहन संयोजन के साथ शामिल नहीं हैं मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में इसका क्या मतलब है तो आइए हम इस विशेष तरीके से दरवाजे के बारे में बात करें तो आमतौर पर एक दरवाजे पर आपके पास इस विशेष योजनाबद्ध कार्टून में दिए गए दरवाजे की रूपरेखा है और अंदर से यह इस तरह दिखता है इसलिए दरवाजा आम तौर पर दो अलग अलग पहलुओं से युक्त होता है एक दरवाजा बाहरी है और एक भीतरी दरवाजा और जाहिर है दरवाजा आंतरिक इस तरफ है जिसे यहां ऊपर दिखाया जा रहा है जहां आप आंतरिक इकाई को इस छेद से देख सकते हैं और यह वास्तव में एक निश्चित मात्रा में मोटा है तो दरवाजे के एक विशेष तरफ बाहरी दरवाजा है और अन्य तरफ भीतरी है और अंदर और बाहरी दरवाजे के एक दूसरे के संदर्भ में स्पॉट वैल्डिंग या अन्य किसी प्रक्रिया के साथ पिरोया जाता है और ये गुहाएँ दरवाजे के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि जहां आप विभिन्नता को रख सकें आप जानते हैं दूसरी उप संयोजन जो दरवाजे के अंदर है जैसे खिड़की नियंत्रक या गाइड चैनल जो की चौखट है खिड़की के ऊपर और नीचे जाने के लिए तो इन सभी चीजों को इस आंतरिक पक्ष के माध्यम से किया जाता है और माउंटिंग को दरवाजे के भीतर की तरफ प्रदान की गई पहुंच के द्वारा मढ़ा जाता है तो जाहिर है भीतरी दरवाजा के दो उद्देश्य हैं एक वास्तव में आपको किसी प्रकार के ब्रैकेटेड घटक को जानने के लिए बनाना है जो कार संयोजन की विभिन्न आंतरिक आवश्यकताओं को पकड़ सकता है जैसे ट्रिम बोर्ड या खिड़की नियामक संभाल या स्वचालित खिड़की के मामले में पावर स्विच और बाहरी इकाई जाहिर है बाहरी इकाई है जो कार के शरीर के एक हिस्से को बनाता है कार का बाहरी शरीर और आम तौर पर वे कभी कभी बीच में तीसरे इकाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं यहां बीच में एक तीसरे इकाई का नियोजन है जो कि ताकत के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसलिए बाहरी हिस्से पर एक इकाई है जो हम नहीं देख पा रहे हैं वह इस के पीछे की तरफ है इसलिए यह दरवाजे की बाहरी इकाई है और फिर अंदर की इकाई होती है जिसके बारे में हमने बात की थी जैसे छिद्रित इकाई और यह कहीं न कहीं केंद्र में है जिसे आप केंद्रीय बीम कह सकते हैं या यह कुछ ऐसा है जो दरवाजे को ताकत प्रदान करता है जैसे की दुर्घटना के मामले मे आदि वगैरह वगैरह और आम तौर पर जिस तरह से संयोजन होती है वह एक अच्छी संयोजन है जहां बाहरी और भीतर के केंद्रीय इकाईों को या सभी को जैक में डाल दिया जाता है और यहां किनारों पर पिरोया जाता है तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में पिरोने से संबंधित स्पॉट हैं जहां यह तीन शीट एक साथ मिलेंगी और आप इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में वेल्डेड निशान हैं जैसा कि आप यहाँ दरवाजे में देख सकते हैं तो यह एक बहुत ही जटिल इकाई है और जाहिर है उद्देश्य के रूप में आप यहाँ समझ सकते हैं FMEA दरवाजे के अंदर मोम के अनुप्रयोग है और क्षय को हटाने या कम करने के लिए न्यूनतम मोटाई के मोम से दरवाजे के आंतरिक निचले हिस्से को ढका जाता है तो यहाँ उद्देश्य यह है कि जब आपने बाहर का दरवाजा और अंदर का दरवाजा बनाया है तो आप किसी दरवाजे के बाहरी और अंदर के बीच जो रिक्ति के बीच की जगह में जा सकते हैं और इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में मोम लगाने में असमर्थ हैं अगर किसी तरह का छींटा आता है तो जाहिर है दरवाजा कई बार खुलता और बंद होता है और इससे प्रवेश किया जाता है यह पानी के छींटे के प्रवेश के लिए काफी सुलभ होता है वगैरह वगैरह जो वाहन के नियमित कार्यवाही के दौरान निकलता है तो या यहां तक कि बरसात के मौसम के दौरान भी एक समस्या है कि एक ऐसा मामला होने जा रहा है जहां मोटर वाहन इस तरह से दरवाजे के एक हिस्से में जलमग्न हो जाता है पहले से ही पानी में डूबा हुआ है आप इस तरह के स्तर को जानते हैं इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि भले ही भीतर और बाहर के इकाईयों के बीच जुड़ाव हो लेकिन भीतर के इकाई में किसी तरह का मोम चढ़ाना है जो इस तरह की चीज को होने से रोकेगा तो विचार यह है कि यदि यह मोटाई है जहां यह बाहरी है यह आंतरिक है तो आपको अंदर जाना होगा और दोनों के बीच में आपको मोमका लेप चढ़ाना होगा तो आप मूल रूप से जैसा कि मैंने फिर से कहा था कि आप कृपया इसे बहुत सावधानी से समझें जैसा कि दरवाजों की आंतरिक इकाई को देखा जा सकता है जैसा कि छायांकित क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है और आप आंतरिक इकाई के गुहा में जा रहे हैं जो बाहरी इकाई और आंतरिक इकाई के बीच तैयार होता है और मोम का लेप लगाने की कोशिश करता है बहुत स्पष्ट रूप से मैं इसे यहां परिभाषित करना चाहूंगा तो आप ऐसी मोम के लेप की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो आमतौर पर कार के शरीर को रंगने के बाद पेंट कार्यशाला के अंत में की जाती है और इस तरह से मोम का लेप तंत्र के अंदर किया जाता है ताकि आप इसे किसी भी अन्य समस्या से मुक्त रख सकें तो जो समस्या की पहचान की गई है या संभावित विफलता मोड जिसे पहचान लिया गया है वास्तव में वह घटकों को जंग लगा रहा है यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक निर्दिष्ट सतह पर मोम की व्याप्ति उचित नहीं है या अपर्याप्त है तो जाहिर है आप देख सकते हैं कि एक संचालक के लिए इस क्षेत्र में सभी तरह से अंदर जाना बहुत जटिल है जब तक कि वास्तव में उसके पास एक बंदूक है जो मोम वितरित कर सकती है लेकिन हमेशा एक समस्या होती है कि मोम हो सकता है पर्याप्त रूप से न आये और इस विशेष दरवाजे की आंतरिक सतह को ढकने में सक्षम नहीं हो तो आप जानते हैं कि दरवाजे को जहां पिरोया गया है वहाँ पानी को रोकने का एक तरीका है तो यह बहुत ही कठिन स्थान है और जाहिर है कि यह एक ऐसी चीज है जो अनिर्धारित होने की बहुत अधिक संभावना के रूप में है क्योंकि स्पष्ट रूप से संयोजित होने के लिए जब कार संयोजन में चली गई है या यहां पेंट कार्यशाला के स्तर पर मोम चढ़ाना वगैरह तब तक किया जाता है जब तक आप देखने में सक्षम न हों और देखना भी यहाँ बहुत सुलभ न हो आप एक ऐसी समस्या देख सकते हैं जहाँ आप जानते हैं कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या मोम को चढ़ाया गया है या यह पूरी तरह से ढका हुआ है ज्ञात क्षेत्र में इसे मैनुअल के साथ प्राप्त करना चाहिए दृश्य निरीक्षण बहुत मुश्किल होता है यह देखना बहुत मुश्किल है कि इस दरवाजे के अंदर बाहर मोम पूरी तरह से आंतरिक सतहों में सुचारू रूप से ढका हुआ है या नहीं तो यह निश्चित रूप से एक दोष है जिसकी एक बहुत ही कठिन पहचान है और जाहिर है कि यह गंभीर है क्योंकि यह दरवाजे के अंदरूनी और बाहरी इकाईों में जंग पैदा करता है और यह समस्या की गंभीरता काफी उच्च है और घटना भी यह पाया गया है कि यह काफी उचित है और इस विफलता का संभावित प्रभाव आपको पता है इसलिए एक बार जब यह मोम कवरेज अपर्याप्त हो जाता है तो इस विफलता से प्रभावित दरवाजे का जीवन खराब हो सकता है जो समय के साथ रंग के माध्यम से जंग के कारण असंतोषजनक रूप ले सकता है इसलिए जाहिर है दरवाजे के अंदर और बाहर का हिस्सा पानी में डूबने वाले हैं और उसके जाने से दरवाजे के अंदर की तरफ जंग शुरू हो जाती है इसलिए एक असंतोषजनक स्थिति है क्योंकि इस समय के दौरान रंग के माध्यम से जंग लग रहा है और फिर स्पष्ट रूप से आंतरिक दरवाजे के हार्डवेयर का बिगड़ा हुआ कार्य भी है फिर चाहे आपके पास खिड़की नियंत्रक हैं आपके पास ढाँचा है आपके पास चाहे स्ट्रेप्स हों इस विशेष उद्देश्य के लिए दरवाजे पर इसलिए जब कार के मुख्य शरीर को दरवाजा जाम कर दिया जाता है तो पानी की कोई चिपचिप नहीं होती है जाहिर है कि दरवाजे और कार के शरीर के बीच पर्याप्त रबर से बांधा जाता है ताकि पानी कार के अंदर न जाए लेकिन यहां विचार यह है कि इस तरह की प्रणाली की कार्य क्षमता बिगड़ सकती है जैसे खिड़की नियंत्रक की वगैरह क्योंकि पानी का छींटा आने और अंदर जाने से धीरे धीरे जंग लग सकता है और इसकी वजह से कार्यक्षमता धीरे धीरे समय के साथ कम हो सकती है और यह एक ग्राहक में असंतोष पैदा कर सकता है जिसे आप ग्राहक के लिए एक ग्राहक नकारात्मक बिंदु की तरह जानते हैं और इसलिए स्पष्ट रूप से वाहन की योग्यता निर्धारण नीचे जा सकती है वगैरह क्योंकि इस तथ्य के कारण वारंटी की समस्या हो सकती है कि एक महत्वपूर्ण कारक जो वाहन के साथ ग्राहक का बार बार जाना और दरवाजे के अंदर की चीजों की मरम्मत करवाना और उदाहरण के लिए इस प्रक्रिया में अन्य चीजों की श्रृंखला हो सकती है इससे बार बार ट्रिम बोर्ड के खुलने और लगाने की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे बार बार नियामकों जैसी चीजों का बार बार खोलना और लगाना हो सकता है और यह एक बहुत ही आरामदायक स्थिति नहीं है इसलिए यह वास्तव में विभिन्न समस्याओं की एक श्रृंखला बना रहा है सिर्फ इसलिए कि मोम की परत दरवाजे के अंदर और बाहरी सतहों के बीच के अंतर को ढकने में सक्षम नहीं थी तो ऐसे दोष की गंभीरता को सात की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि जाहिर है कि विभिन्न समस्याओं की एक श्रृंखला है जो इस तरह के दोष के साथ जुड़ी हुई है और फिर आइए अब हम उन संभावित कारणों या विफलता के तंत्र को देखें जिनकी पहचान यहां की गई है तो क्या विफलता के प्रभाव की पहचान की गई है और विफलता मोड की पहचान की गई है इसलिए एक बात जो मुझे पूरी यकीन है कि हम यहां केवल एक विफलता मोड पर काम कर रहे हैं जहां समग्र जांच पत्र में 30 से अधिक अलग अलग विफलता मोड हो सकते हैं और विफलता के 30 अलग अलग संभावित प्रभाव एक ही तरीके से हो सकते हैं स्तंभ तरीके से आपको विभिन्न मोडों को संबोधित करना होगा और विभिन्न RPN मानों को व्यवस्थित करना होगा जो वहां हैं अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पेंट कार्यशाला लाइन पर बारीकी से अध्ययन करने में विफलता के तंत्र के संभावित कारणों को जानते हैं और देखें कि इस मोम की परत के न होने के अलग अलग जिम्मेदार कारण क्या हो सकते हैं तो उनमें से एक यह है कि मैन्युअल रूप से डाला गया स्प्रे हेड पर्याप्त रूप से अंदर नहीं डाला गया है जाहिर है जब आप दरवाजे के संयोजन के बारे में बात कर रहे हैं और आप यहां देखते हैं कि संचालक के लिए वास्तव में एक मोम नोजल इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है संभवता एक नोजल बंदूक के साथ है और फिर आप जानते हैं कि आपके पास कुछ प्रकार की पाइप लाइन है जो संचालक द्वारा उपयोग की जाती है आप जानते हैं जो संभवतः बंदूक को विशेष तरीके से पकड़ता है और यहाँ इस रिक्ति मे बंदूक को यहाँ डालता है इसलिए आपके पास उस व्यक्ति की पकड़ है जैसा कि आप नोज्जल पर देख सकते हैं तो यह एक बंदूक वास्तव में मोम की बंदूक की तरह दिखती है वास्तव में ऐसा लगता है जैसे आपके पास फीडर ट्यूब है जहां मोम पिघल गया और एक निश्चित तापमान पर बह गया और फिर बंदूक के लिए एक पकड़ बिंदु है जिसे संचालक ने वहाँ से पकड़ा हुआ है और मोम का ट्रिगर शुरू करता है आप ट्यूबिंग से दबाव वाले मोम को खींचते हैं तो यह मोम नोज्जल है और जैसे संचालक बढ़ता है इस नोजल के छोर से मोम का वितरण होता है तो आपको कठिनाई स्तर को समझना होगा की वास्तव मे नोजल को इस छोटे जगह में कैसे घुसाया जाता है और नोजल को फिर से इस तरफ से उस तरफ घुमाया जाता है तो यह इस विशेष क्षेत्र पर पूर्ण कवरेज है तो यह बहुत बहुत मुश्किल है तो यह इसका एक हिस्सा है जो शारीरिक रूप से इस स्प्रे सिर को सम्मिलित करता है और उस दौरान आपको लगता है कि इस स्प्रे सिर को पर्याप्त दूर तक नहीं डाला गया है क्योंकि शायद यह नोज्जल ढकने में सक्षम नहीं है पूरे क्षेत्र को इस विशेष नोज्जल द्वारा ढके जाने की आवश्यकता है दूसरी है प्रक्रिया विफलता जिसके कारण यह विफलता मोड सामने आती है कि क्या स्प्रे सिरा बंद हो गया है अब तंत्र में पहुँचने वाला मोम कम हो सकता है क्यूंकि यह जम भी सकता है क्योंकि तापमान नीचे चला जाता है और इस तरह की कोई तापक व्यवस्था नहीं होती है जिसे आप यहां इस नोज्जल की नोक की ओर देख सकते हैं जब नोज्जल के अंदर वास्तव में गर्म पिघला हुआ मोम होता है और मोम छितराया जाता है तो इस क्षेत्र में मुख बंद होने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इसमें कोई तापक तंत्र नहीं है इसलिए नोज्जल बंद होने के कारण नोज्जल पूरे क्षेत्र में मोम का वितरण नहीं कर पाएगा क्यूंकि वह बंद है तो विस्कोसिटी बहुत अधिक हो सकती है इसका एक कारण तापमान और दबाव का बहुत कम होना है तो ये कारण हैं कि स्प्रे हेड्स क्यों बंद हो जाते हैं और यह विफलता का एक संभावित कारण हो सकता है रंग और जंग के कारण असंतोषजनक रूप रंग देता है जो समय के साथ दरवाजे को खराब करता है और दूसरी विफलता स्प्रे सिर मे टक्कर लगने के कारण होती है तो कभी कभी संचालक ऐसा करता है कि यदि दरवाजा खुल नहीं रहा है तो वहां उसे दरवाजे को वापस स्थापित करने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती है या कुछ फटका लगाना पड़ता है संचालक के चारों ओर हथौड़ा की उपलब्धता न होने के कारण वह कभी कभी नोज्जल सिरे का उपयोग करता है और यह छिद्र के छोटे होने की समस्या पैदा कर सकता है और फिर से नोज्जल की नोक से मोम की कम वितरण होता है और फिर स्पष्ट रूप से स्प्रे समय अपर्याप्त है और यह पर्याप्त समय संचालक को नहीं देते हैं यह कारों की एक समनुक्रम है जो रहती है और जाहिर है मोम लेपन भी उस विशेष दर पर किया जाना है तो एक कतार मे जोड़ने का समय लगभग दो मिनट या दो और आधे मिनट की तरह है तो आपको मोम आवेदन सहित उस विशेष स्टेशन से जुड़े सभी ऑपरेशन करने होंगेलेकिन संचालक द्वारा उसे पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है क्योंकि जाहिर है यह अंदर का क्षेत्र है और यह छुपा हो सकता है लेकिन फिर से यह गंभीर समस्याएं पैदा करता है या समग्र गुणों पर गंभीर प्रभाव डालता है तो ये कुछ संभावित विफलता तंत्र हैं जिन्हें यहां पहचाना जाता है और इसके आधार पर अंतिम चरण विफलता में योगदान करने वाले इन विफलता तंत्रों की घटनाओं का मूल्यांकन यहां किया जा रहा है इसलिए मैन्युअल रूप से डाले गए स्प्रे सिरे के मामले में इसे काफी दूर नहीं डाला गया है ताकि पूरे क्षेत्र को लेपित किया जा सके तो यह संभवतः अधिक संभावित कारणों में से एक है और 0 से 10 के पैमाने पर संबंधित इंजीनियर उस विशेष प्रक्रिया स्तर पर घटना का मूल्यांकन 8 पर करता है इसलिए अधिकांश 80 प्रतिशत मामलों में यही कारण है कि दरवाजे के घटती उम्र की यह विफलता होती है क्योंकि स्प्रे का सिरा दरवाजे के भीतर और बाहर के क्षेत्र में जाने में सक्षम नहीं है और यही कारण है कि यह कई बार होता है लगभग 50 प्रतिशत के आसपास आप जानते हैं मूल रूप से बंद स्प्रे सिरा है क्योंकि मोम की विस्कोसिटी बहुत अधिक है या तापमान बहुत कम या दबाव बहुत कम है फिर से आइए हम इस मोम वितरण तरीके पर गौर करें जो स्पेक्ट्रम के इस छोर से संबंधित है तो जाहिर है मोम को एक निश्चित स्तर तक पिघलाना होगा तो आपके पास विस्कोसिटी काफी कम है तो मोम के बहने की क्षमता बढ़ जाती है और यह एक निश्चित तापमान की स्थिति में होता है और हो सकता है कि उन तापमान की स्थिति के गैर संयोजन के कारण और विस्कोसिटी की स्थिति के कारण मोम नोजल से उस स्तर से नहीं निकल पाती है यह माना जाता है कि उस स्तर तक नहीं पिघल पाती है और यह नोज्जल को बंद करना शुरू कर देता है तो वहाँ लगभग 50 प्रतिशत घटना है तो इंजीनियर इसे 5 की श्रेणी मे रखता है और स्प्रे सिरा विरूपित है टक्कर के कारण जो मामले में काफी कम है या 20 प्रतिशत मामलों में हो सकता है संचालक ने गलती से फिर से नोज्जल को हथोड़ा मार कर हिला दिया हो जिसके परिणामस्वरूप यह विशेष मामला हो सकता है हथौड़ा चलाने की क्रिया सिर्फ दरवाजे के जाम होने से संबंधित हो और आपको इस प्रयोग को करने के लिए दरवाजा खोलना होगा इसलिए हो सकता है कि उसने इस प्रक्रिया का वहाँ उपयोग किया हो क्योंकि यह रंग के पग के अंतिम चरण से आ रहा है अंतिम रंग के पग जहां शरीर के साथ दरवाजे के चिपके रहने की संभावना है तो वह इस नोज्जल का उपयोग करता है और यह नोज्जल पर नुकसान पैदा करता है लेकिन यह बहुत दुर्लभ है और फिर से स्प्रे समय अपर्याप्त है क्योंकि एक परिवर्तन भी बहुत अधिक है यह लगभग 80मूल्यांकित है तो आपने उस भयावता का मूल्यांकन किया है जिसे मैं रुचि समय के लिए संभवतः इस मॉड्यूल को बंद करने जा रहा हूं लेकिन अगले मॉड्यूल में मैं यह लेने जा रहा हूं कि आप इस समस्याओं की पहचान कैसे करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सकारात्मक काउंटर उपायों को क्या लागू किया जा सकता है और फिर RPN विश्लेषण को देखने के लिए विफलता मोड प्रभाव विश्लेषण अच्छा या बुरा है बहुत बहुत धन्यवाद